इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन रिसोर्सेस के बारे में जोकि ज्यादातर लिटरेचर में पाए जाते हैं और जिनको सीक्वेंस एलाइनमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है l तो पिछले क्लास में जो भी हमने किया था उसका याद दिलाएंगे l पाम और ब्लॉसम मैट्रिसेस स्टूडेंट डायनामिक प्रोग्रामिंग पाम मैट्रिक्स को डिवेलप करने के लिए किन मुख्य चीजों को याद रखना आवश्यक है स्टूडेंट म्यूटेशन फ्रिकवेंसी म्यूटेशन फ्रिकवेंसी स्टूडेंट म्यूटएबिलिटी जितने अमीनो एसिड मौजूद है जितने विशेष प्रकार के अमीनो एसिड मौजूद हैं जिनके कारण म्यूटेशन हुए हैं l यह तो मुख्य रूप से सब्स्टिट्यूशन रेट पर आधारित है ठीक है इस पर निर्भर है कि हर एक अमीनो एसिड रेसिड्यू के बदले में और कोई अमीनो एसिड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है l उसके बाद हमने डिस्कस किया था डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में ठीक है डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है स्टूडेंट तो उसमें हम एलाइनमेंट प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं l ठीक है छोटे विश्वसनीय समस्याओं में बांट देते हैं और फिर अंत में उन सब को जोड़कर हल पाते हैं दिए हुए समस्या की ठीक है तो यह है डायनेमिक प्रोग्रामिंग l उसके बाद हमने डिस्कस किया था एलाइनमेंट करने के कई तरीके उदाहरण के लिए अगर हमारे पास दो सीक्वेंस हैं एक 10 रेसिड्यू का और दूसरा 8 रेसिड्यू का तो जितने भी गेैप हो उनको शामिल करते हुए अनेक तरीके हैं उनको एलाइन करने के लिए ठीक है l तो हमने डिस्कस किया था अनेक तरीकों के बारे में और किस तरह से ऐसा तरीका पा सकते हैं जो हमारे लिए अनुकूल हो l तो हम कोशिश करते हैं मैच मिसमैच डीलीशन और इन्सर्शन् स्कोर देने के लिए अंत में यह देखने की कोशिश करते हैं कि अनेक प्रकार के एलाइनमेंट पाने की क्या प्रोबेबिलिटी है और उनमें से कौन सा सबसे प्रोबेबल एलाइनमेंट हो सकता है l यह भी डिस्कस किया गया था कि प्रोटीन सीक्वेंस और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के दो प्रकार के एलाइनमेंट हैं ठीक है एक है ग्लोबल एलाइनमेंट और दूसरा है लोकल एलाइनमेंट ग्लोबल और लोकल एलाइनमेंट में क्या फर्क हैं स्टूडेंट ग्लोबल एंड टू एंड एलाइनमेंट होता है l ग्लोबल एलाइनमेंट में दो सीक्वेंस में पाए जाने वाले सबके सब न्यूक्लियोटाइड या अमीनो एसिड मौजूद हैं l लोकल एलाइनमेंट में अगर सीक्वेंस के आगे गैप हो या सीक्वेंस के अंत में गैप हो तो उन्हें छोड़कर बीच में रहने वाले सीक्वेंस में मोटिफ्स या पैटर्न ढूंढने की कोशिश किया जाता है l उनका क्या नाम है जिन्होंने ग्लोबल एलाइनमेंट का एल्गोरिदम डिवेलप किया था स्टूडेंट नीडलमैन वुंश वुंश नीडलमैन ने इस एल्गोरिदम को डिवेलप किया था ठीक है तो मैट्रिक्स को भरने के लिए एल्गोरिदम का प्रयोग करते समय हमें किन बातों का याद रखना जरूरी है स्टूडेंट 3 क्राइटेरिया मैच मिसमैच अधिकतम स्टूडेंट मैच मिसमैच मैच और मिसमैच स्टूडेंट या गैप l या इन्सर्शन् l स्टूडेंट डीलीशन l या डीलीशन लोकल एलाइनमेंट के संबंध में l स्टूडेंट तो किसने इस एल्गोरिदम को डिवेलप किया था स्टूडेंट स्मित और वाटरमैन स्मित और वाटरमैन ने इस एल्गोरिदम को डेवलप किया था और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखने की जरूरत है l स्टूडेंट और न्यूनतम मूल्यों का सबसे अधिकतम मूल्य तो ग्लोबल एलाइनमेंट में ध्यान में रखने वाले तीन मुख्य बातें और उनके साथ एक और स्टूडेंट 0 0 ठीक है तो नेगेटिव वैल्यू को शामिल नहीं करना चाहिए l तो इस लेक्चर में हम यह देखेंगे कि इन एलाइनमेंटस का प्रयोग कैसे कर सकते हैं l लिटरेचर में कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स मौजूद हैं जिनके जरिए सीक्वेंस एलाइनमेंट किया जा सकता है या क्वेरी सीक्वेंस के मैच को पहचाना जा सकता है तो इसकी क्या जरूरत है और सीक्वेंस एलाइनमेंट की क्या जरूरत है यह इसलिए प्रयोग किया जाता है कि जब हमारे पास एक बहुत ही विशिष्ट सीक्वेंस है क्वेरी सीक्वेंस तो हम यह देख सकते हैं कि इस क्वेरी सीक्वेंस से एकदम मिलता हुआ और क्या सीक्वेंस हैं ठीक है l अगर आपको ऐसा सीक्वेंस मिले जो कि आपके क्वेरी सीक्वेंस से मिलता है तो आप यह समझ सकते हैं कि दोनों में क्या मेल है जो निर्भर है उनकी समानता पर या दोनों में कार्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकते हैं जिसके आधार पर हम यह तय कर सकते हैं कि क्वेरी सीक्वेंस में मौजूद प्रोटीन और दूसरे सीक्वेंस के उसी क्षेत्र में पाए जाने वाला प्रोटीन दोनों का फंक्शन एक समान हो सकता है l उदाहरण के लिए अगर हम ह्यूमन जीनोम के किसी विशिष्ट क्षेत्र के फंक्शन के बारे में अज्ञात हैं और हम यह जानना चाहते हैं कि इस क्षेत्र का कार्य क्या है या किसी प्रोटीन के फंक्शन के बारे में अज्ञात हैं तो अनुमान लगाइए कि हम क्या कर सकते हैं तो हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा कोई सीक्वेंस है जिसके बारे में हम ज्ञात हैं और जो हमारे क्वेरी सीक्वेंस से मैच करता है ठीक l तो इसके लिए अनेक प्रकार के डेटाबेस में मौजूद लाखों सीक्वेंस के जरिए हमें ढूंढना पड़ता है l स्टूडेंट जेन्बैंक ई एम बी एल डी डी बी जे ठीक जेन्बैंक ठीक है और इस तरह प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस हैं जैसे यूनीप्रोट ठीक और स्ट्रक्चर डेटाबेस जिसे कहते हैं प्रोटीन डेटा बैंक l तो इन सीक्वेंस के जरिए हम ढूंढते हैं कि क्या हमारा क्वेरी सीक्वेंस एलाइन होता है किसी भी सीक्वेंस से जो कि जमा किए हुए हैं इन डेटाबेस में l जैसे कि हमने डिस्कस किया था यूनीप्रोट और दूसरे तरह के डी एन ए सीक्वेंस के संबंध में अगर वह एलाइन होता है उस सीक्वेंस के साथ जिसका फंक्शन हम जानते हैं तो हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं जैसे स्ट्रक्चर के बारे में फंक्शन के बारे में और यह भी कि उन्हें ढूंढने के लिए लिंक और पाथवेज़ क्या होते हैं l अब अगर आप ऐसा सीक्वेंस पाते हैं जो कि आपके क्वेरी सीक्वेंस से एलाइन होता है तो आप अपनी क्वेरी सीक्वेंस का फंक्शन समझ सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि उसका फंक्शन क्या हो सकता है l यह इंफॉर्मेशन पा सकते हैं कि क्वेरी सीक्वेंस के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन और बाकी जीन के साथ उसका संबंध ठीक है इसीलिए हमें इन डेटाबेस की जरूरत है ताकि हम वह सीक्वेंस पा सके जो कि हमारे क्वेरी सीक्वेंस से एलाइन हो सकता है l तो जब हम एक समान मिलने वाले सीक्वेंस पाने के बाद उन्हें एलाइन करते हैं तो किन मुख्य बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है आपका क्वेरी आपके सीक्वेंस के साइज पर निर्भर है उदाहरण के लिए अगर आपका सीक्वेंस 100 रेसिड्यू का हो या और एक सीक्वेंस 1000 रेसिड्यू का हो ठीक है तो आपके प्रोटीन के साइज के तौर पर आपको ढूंढने का समय लगेगा और डेटाबेस के जरिए ढूंढना होगा l तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह देखेंगे कि लिटरेचर में कई तरह के टूल्स पाए जा सकते हैं l एक ज्यादा से ज्यादा उपयोग किए जाने वाला टूल है ब्लास्ट ठीक है तो ब्लास्ट क्या होता है स्टूडेंट बेसिक लोकल एलाइनमेंट सर्च टूल l बेसिक लोकल एलाइनमेंट सर्च टूल पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था ब्लास्ट में उपयोग किए जाने वाले प्रिंसिपल के बारे में l तो ब्लास्ट में कौन सा प्रिंसिपल उपयोग किया जाता है

पहले इस सीक्वेंस में हर अक्षर का पोजीशन देखना है l तो F है पोजीशन 1 पर ठीक F लेने पर इसे इसे पोजीशन 1 में लगाना है और इसके बाद है A जो है पोजीशन 2 पर l तो पहले F को पोजीशन 1 में लगाते हैं और दूसरे में A को पोजीशन 2 में l तो हम 2 लगाते हैं और उसके बाद है M पोजीशन 3 में l तो यहां पर 3 लगाते हैं l तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेरी सीक्वेंस को दो पोजीशन में बनाया है ठीक और यहां पर एक और F है यहां पर 2 3 4 5 6 पोजीशन 6 में भी l अभी टारगेट सीक्वेंस को लेकर उसे क्वेरी सीक्वेंस के साथ कंपेयर करना है l अगर आपने G लिया तो तो क्वेरी सीक्वेंस में उसका पोजीशन नंबर है 5 और टारगेट सीक्वेंस में 2 l तो 5 2 3 एक और पॉसिबिलिटी भी है वह यह है कि क्वेरी सीक्वेंस में G का पोजीशन 12 में भी है तो 12 2 10 l अगला वाला लेते हैं F जिसका पोजीशन है 3 क्वेरी सीक्वेंस में और 1 टारगेट सीक्वेंस में तो 1 3 2 और फिर 6 3 3 l तो इस तरह टारगेट सीक्वेंस के साथ कंपैरिज़न करके इन्होंने यह नंबर पाए हैं l इसके बाद हम यह देखते हैं कि 3 के बहुत सारे नंबर हैं l ऐसे केस में यह बताया जाता है कि अगर 3 के बहुत सारे नंबर हों तो एक सीक्वेंस के 3 रेसिड्यू को ऑफ्सेट करने से ठीक हमें प्रोबेबल एलाइनमेंट मिल सकता है l तो आप तीन सीक्वेंस को ऑफ्सेट करते हैं ठीक आप देख सकते हैं यहां पर l तो तीन सीक्वेंस ऑफ्सेट करने पर सीक्वेंस 1और सीक्वेंस 2 के बीच अच्छा एलाइनमेंट मिला है l तो अभी सीक्वेंस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं और यह कैसे तय कर सकते हैं कि यह एलाइनमेंट बेहतर है इसकी कई विधियां हैं l अगर यह जांच करना है की कोई एलाइनमेंट अच्छा है कि नहीं तो हम एक इंडिकेटर का उपयोग करते हैं जो है एलाइनमेंट स्कोर या s l यह स्कोर यह दिखाता है कि हमारे सर्च का क्वेरी सीक्वेंस से कितनी समानता है l इस स्कोर को P वैल्यू या E वैल्यू दिया जाता है ठीक l इस P और E का बहुत महत्व होता है सीक्वेंस एलाइनमेंट में और यह तय करने के लिए कि सीक्वेंसेस् स्टैटिसटिकल रूप से सिग्निफिकेंट हैं या नहीं l तो E वैल्यू को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि सीक्वेंस की अपेक्षित संख्या जिन्हें S से अधिक स्कोर मिल सकता है और जो पाया जाता है रेंडम चॉइस से l उदाहरण के लिए अगर आपको एलाइनमेंट स्कोर मिला है 10 या 15 तो अगर S से ज्यादा कोई भी स्कोर हो तो कितनी बार वही नंबर पाने की अपेक्षा है प्रोबेबिलिटी है वही होगा E वैल्यू l उसके बाद एक या दो सीक्वेंस पाने की प्रोबेबिलिटी जिनका स्कोर S से ज्यादा हो उसे P वैल्यू कहते हैं l तो हमें दो नंबर मिलते हैं एक तो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ठीक या तो यह एक्सपेक्टेड नंबर मिलेगा या दूसरा नंबर जो आपके सीक्वेंस के लिए अनोखा है l यह स्कोर पाने की प्रोबेबिलिटी रेंडम है या स्टैटिसटिकली सिग्निफिकेंट है तो इसे P वैल्यू कहते हैं l यह दो नंबर यह बताते हैं कि जो एलाइनमेंट स्कोर हमें मिला है वह स्टैटिसटिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं l तो आप क्या अपेक्षा करते हैं यह नंबर अधिक होना चाहिए या कम

बायोइनफॉर्मेटिक्स समस्याओं का हल करने ज्यादा से ज्यादा स्वीकृत और ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला फाइल फॉरमैट है ठीक है फास्टे फॉरमैट फास्टे फॉर्मेट का आरंभ होता है एक लाइन डिस्क्रिप्शन और उसके बाद आता है सीक्वेंस डेटा l यह है एक लाइन का डिस्क्रिप्शन ठीक और यह है सीक्वेंस डेटा l तो इस लाइन में आप देख सकते हैं यह लाइन स्टार्ट होता है ग्रेटर देैन सिंबल के साथ l यह पहले सीक्वेंस और अगले सीक्वेंस के बीच के अंतर को दिखाता है और आप यहां पर टिप्पणी लिखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं l तो आपके विशिष्ट प्रोटीन का विवरण इस लाइन में लिख सकते हैं l इसके अगले वाला सीक्वेंस अमीनो एसिड सीक्वेंस के साथ खत्म होता है l तो ये हैं फास्टा फाइल जिनका फॉर्मेट यह होता है और एक्सटेंशन होता है डॉट फास्टा और फिर यह एक और फॉर्मेट है जो है एन बी आर एफ नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन या प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स ठीक है l तो अनेक परिस्थितियों में अभी भी पी आई आर फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है l तो पी आई आर फॉर्मेट क्या है

तो यह है क्वेरी सीक्वेंस l तो हमने क्वेरी सिक्वेंस दिया है l स्टूडेंट क्वेरी सीक्वेंस क्वेरी सीक्वेंस और स्टूडेंट डेटाबेस डेटाबेस और फिर ब्लास्ट पी ठीक है यह प्रोटीन सीक्वेंस के लिए चाहिए अभी हमें कुछ पैरामीटर देना है l तो हमें कितने टारगेट सीक्वेंस चाहिए ठीक अगर हमारे पास एक सीक्वेंस हो जिसे हम यूनीप्रोट में देते हैं l यूनीप्रोट में है 750 लाख 800 750 लाख सीक्वेंस वह बहुत सारे सीक्वेंस देगा जो भी वहां पर हो 100 100 दिखाएगा जो बहुत ही रिडंडेंट है ठीक l तो हम मैक्सिमम टारगेट सीक्वेंस प्रयोग कर सकते हैं तो एक्सपेक्टेड थ्रेशोल्ड क्या है ठीक तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है जिससे हम ढूंढ सकते हैं स्टैटिसटिकली सिग्निफिकेंट E वैल्यू या P वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू का रैंडम्ली डिफॉल्ट वैल्यू है 10 लेकिन आप बदल सकते हैं ठीक शब्द साइज को जहां पर आप क्वेरी सीक्वेंस को 3 4 या 5 शब्दों में तोड़ देते हैं l तो रेंडम थ्रेशोल्ड है 3 ठीक l तो आप शब्द के साइज को बदलते हुए यह देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के एलाइनमेंट पाएंगे या नहीं l यह तो जनरल पैरामीटर है उसके बाद जैसे हमने पहले डिस्कस किया था हमने कुछ मैट्रिसेस डिवेलप किए थे l तो कुछ मैट्रिसेस कौन से हैं जिन्हें आपने डिवेलप किया था

क्योंकि बहुत सारे सीक्वेंस मिले हैं जो बहुत ही एलाइंड हैं l अगर आप स्कोर देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा केस में आप देखेंगे 200 से अधिक है ठीक l तो आपको बहुत सारे प्रोटीन मिले हैं जो क्वेरी सीक्वेंस से बहुत ही एलाइंड हैं इस कारण हमें लाल डैश मिला है l अगर आपका क्वेरी सीक्वेंस डेटाबेस में पाए जाने वाले डेटा से मैच नहीं हुआ तो क्या होगा स्टूडेंट काला काला होगा या आप और कई रंग देख सकते हैं ठीक है जो निर्भर होंगे आपके एलाइनमेंट स्कोर पर l उसके आधार पर आपको कई प्रकार के रंग मिलेंगे l तो अब अगर यहां पर क्लिक करें तो हर एक पंक्ति प्रत्येक प्रोटीन जो एलाइंड हैं उनकी प्रतिनिधित्व करती है l तो यही है रिजल्ट और हम देखेंगे कि आपका क्वेरी सीक्वेंस किधर है l तो उसे आपने कई प्रकार के अलग अलग सीक्वेंस से एलाइन किया था ठीक है l आप उच्चतम स्कोर यहां पर टोटल स्कोर मैं दे सकते हैं यहां पर l ये हैं सीक्वेंस पैर जो बहुत ही एलाइन हुए हैं और यह है टोटल स्कोर और आप देख सकते हैं कवरेज l क्वेरी कवरेज क्या होता है स्टूडेंट सीक्वेंस का जितना भाग कवर हुआ हो l कवर का मतलब उदाहरण के लिए अगर आपके पास 148 रेसिड्यू हैं जो एलाइन हुए हैं और एक सीक्वेंस से जिसमें भी हैं 148 रेसिड्यू उसका मतलब है इस रेसिड्यू की पूरी लंबाई एलाइन हुई है तो इस केस में कवरेज होगा हंड्रेड परसेंट l अगर वह 88 परसेंट हो तो उसका क्या मतलब है स्टूडेंट 88 परसेंट रेसिड्यू एलाइन हुए हैं और बाकी सब एलाइन नहीं हुए हैं l तो एलाइन नहीं होने का कारण अंदर के गैप नहीं हैं किंतु बाहर से एलाइन नहीं हो रहे हैं और E वैल्यू देखें तो आप देख सकते हैं e 3 l लेस् दैन 3 सिग्निफिकेंट है लेकिन बहुत सारे केस मिलेंगे सिग्निफिकेंट वैल्यू e 81 के साथ जिन्हें आप लिंक कर सकते हैं और कोई डेटाबेस से l